आइए अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि वाटर पंपिंग एप्लिकेशन के लिए डायनेमिक हेड कैसे निर्धारित करें हम जानते हैं कि टोटल डायनेमिक हेड h को सक्शन हेड hs प्लस डिस्चार्ज हेड hd प्लस दूसरे कंपोनेंट हेड के एक वर्चुअल कंपोनेंट जो कि घर्षण के कारण होता है द्वारा दिया जाता है अब ये दो घटक hshd भौतिक माप सीधे भौतिक माप से निर्धारित होते हैं हालांकि hf का भौतिक मापन संभव नहीं है क्योंकि यह एक वर्चुअल virtual आभासी मात्रा है यह एक घर्षण हानि को प्रदर्शित करता है आपको इसका अनुमान लगाने की आवश्यकता है तो यह अनुमान लगाने की जरूरत है तो हम इन मात्राओं को कैसे प्राप्त करते हैं अब चलिए हम hs और hd भाग को देखते हैं यह सबसे आसान भाग है और फिर बाद में हम यह भी देखेंगे कि हम हेड के घर्षण हानी घटक का आकलन कैसे करते हैं अब एक पानी की टंकी को निचले स्तर पर लीजिए तो यह पानी से भरी हुई है और हमें इस टैंक से पानी निकालने और ऊपर के टैंक में डालने की जरूरत है अब हमारे पास एक पाइप है और जिसे सक्शन पाइप कहा जाता है यह सेंट्रीफ्यूगल पंप तक पहुंच रहा है तो यह सेंट्रीफ्यूगल पंप है यह सक्शन पाइप है और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप के दूसरी तरफ से अन्य पाइप है जिसको डिस्चार्ज पाइप कहा जाता है और यह इस तरह से एक ऊपर के टैंक में डिस्चार्ज करता है अब इस मामले में हेड क्या हैं अब सक्शन पाइप के नीचे से पंप के केंद्रीय अक्ष तक ऊंचाई को पार करने के लिए आवश्यक प्रेशर को सक्शन हेड कहा जाता है तो हम वह चिन्हित करते है तो सक्शन पाइप के अंदर सक्शन पाइप के किनारे जो सभी पानी हैं और उस पानी को किनारे से सक्शन पाइप तक पंप के अक्ष तक उठाने के लिए आवश्यक पोटेंशियल को सक्शन हेड hs कहा जाता है अब पंप के ऊपर पंप के केंद्र अक्ष से अधिकतम ऊंचाई जहां तक पानी को उठाया जाता है जिसे डिस्चार्ज हेड hd कहा जाता है अब इस मामले में कुल लिफ्ट पानी को hshd की कुल ऊंचाई तक उठाना पड़ता है और कुल भौतिक हेड hdhs है अब एक और परिदृश्य पर विचार करें जहां आपके पास टैंक में पानी है जैसा कि दिखाया गया है तो इस पानी वाले पानी की टंकी में इस तरह से एक पाइप जुड़ा हुआ है और इसे आम जमीन के संदर्भ में ऊंचाई पर रखा जाता है और पानी इस टैंक के इस आउटलेट से पंप में इस तरह बहता है तो पंप का इनलेट इस तरह से है जहां पंप को उस पानी के बारे में पता हो सकता है जिसमें से सक्शन पाइप से पानी लिया जा रहा हैपंप की तुलना में उच्च स्तर पर है पंप को इस तरह से स्रोत टैंक की तुलना में बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित वितरण टैंक में पानी को पंप करने की आवश्यकता होती है लेकिन पाइप का कनेक्शन इस तरह से हो सकता है तो आइए हम देखते हैं कि सक्शन हेड और डिलीवरी हेड क्या हैं तो स्रोत की तरफ या सक्शन की तरफ के लिए पाइप के सिरे और पंप के केंद्र को लीजिए और हम इसे hs कहते हैं पाइप के सिरे और पंप के केंद्र को सबसे खराब स्थिति के रूप में देखते हुए हमें सक्शन हेड hs मिलता है अब उस उच्चतम बिंदु पर विचार करते हैं जिसमें पानी पंप के केंद्र से पंप किया जाता है तो यह डिलीवरी के लिए है आपके पास डिलीवरी हेड होगा तो अब यहाँ वास्तव में वास्तविकता में पानी को इस स्तर से इस स्तर तक पंप किया जाता है इसलिए यदि आप उच्चतम बिंदु लेते हैं तो पानी को इस न्यूनतम स्तर से इस अधिकतम स्तर पर पंप किया जाता है तो इस ऊंचाई में अंतर वह है जहां पानी को लिफ्ट किया गया है तो ऊर्जा की आवश्यकता hd - hs अंतर की ऊंचाई तक पानी को लिफ्ट प्रदान करने के लिए है तो इस मामले में कुल भौतिक हेड वास्तव में hd hs नहीं है यह hd - hs है क्योंकि स्रोत का सक्शन पक्ष और पाइपिंग ऐसा है कि यह पंप के केंद्रीय धुरी के ऊपर है और इसलिए एक सकारात्मक प्रेशर है जो पानी को धक्का देने के लिए पंप की सहायता कर रहा है यह एक सकारात्मक प्रेशर है जो पंप को डिलीवरी हेड में आगे धक्का देने के लिए सहायता दे रहा है तो इसलिए इस तरह के परिदृश्य में आप देखेंगे कि कुल भौतिक हेड hd - hs है हालाँकि भूमिगत टैंक के मामले के लिए अगर वहाँ एक टैंक है जो जमीन के नीचे है बोरवेल के मामले में जहाँ पानी का स्रोत ज़मीन से नीचे है यह कुल हेड है जो तस्वीर में आएगा डिलीवरी हेड प्लस सक्शन हेड सक्शन हेड और डिलीवरी हेड हमेशा जुड़ेंगे हमने देखा कि हम फिजिकल माप से सक्शन हेड hs और डिलीवरी हेड hd निर्धारित कर सकते हैं और यह निर्भर करता है कि किसी दिए गए एप्लिकेशन के लिए स्रोत टैंक और डिलीवरी टैंक को कैसे रखा गया है अब हमें hf को ज्ञात करना है घर्षण हानि को निरूपित करने वाले समतुल्य हेड हम इसके लिए एक अनुभवजन्य संबंध उपयोग करेंगे जो कि वायकबार्र्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था इसे लोकप्रिय रूप से डार्सी वायकबार्र्क फार्मूला कहा जाता है यह इस अंश में दिया गया है hf जो हेड है जिसे आप घर्षण हानि घटक कहते हैं f घर्षण कारक L पाइप की लंबाई और पाइप की कुल लंबाई बाय पाइप का आंतरिक व्यास तब आपके पास u2 2g होता है जहाँ u और कुछ नहीं बल्कि द्रव प्रवाह का वेग ms होता है g गुरुत्वाकर्षण त्वरण 981 ms2 है तो यह डार्सी वायकबार्र्क सूत्र है तो मुझे विभिन्न चर सूचीबद्ध करने दीजिए hf हेड लोस और मीटर में है f घर्षण कारक है यह एक इकाई विहीन मात्रा है L मीटर में पाइप की लंबाई है d फिर से पाइप का भीतरी व्यास और मीटर में है u द्रव प्रवाह का वेग ms में है g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ms2 में है अब इन सभी मापदंडों में से g u d L वे आसानी से मापने योग्य हैं L है L और d मापने योग्य है u भी मापने योग्य है द्रव प्रवाह वेग f घर्षण कारक है और यह कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है वास्तव में यह तब तक प्राप्त करना आसान नहीं था जब तक कि हमारे पास एक और अनुभवजन्य संबंध नहीं था जिसे कोलब्रुक वाइट सूत्र कहा जाता है कोलब्रुक वाइट सूत्र का उपयोग करके घर्षण कारक ज्ञात किया जा सकता है तो यह वह है जिसका अनुमान लगाना अधिक कठिन है लेकिन आज कंप्यूटर और कोलब्रुक व्हाइट फॉर्मूला के साथ हम घर्षण कारक को खोजने में सक्षम है उस घर्षण कारक का उपयोग करें डार्सी वायकबार्र्क सूत्र में यहां स्थानापन्न करें और हमें हेड लोस मिलेगा और इस हेड लोस का उपयोग करें और कुल डायनामिक हेड के सूत्र में स्थानापन्न करें आपको कुल डायनामिक हेड प्राप्त होगा और उस कुल डायनामिक हेड का उपयोग आवश्यक पॉवर प्राप्त करने के लिए करेंगे आवश्यक हाइड्रोलिक पॉवर तो अब देखते हैं कि हमें यह घर्षण कारक कैसे मिलता है घर्षण कारक द्रव प्रवाह के प्रकार पर निर्भर करता है देखें द्रव इनकंप्रेसीबल है अधिकांश समय हम पानी पंपिंग की बात कर रहे हैं और इसलिए यह इनकंप्रेसीबल है यह एक पाइप के माध्यम से बह रहा है जो बेलनाकार हैं व्यास निश्चित है इसलिए हम इन दो प्रकारों पर विचार कर सकते हैं हम इन दो प्रकारों के प्रवाह पर विचार कर सकते हैं वह है लामिनार प्रवाह और अशांत प्रवाह तो रेनॉल्ड्स संख्या इंगित करेगी कि क्या लामिनार या अशांत प्रवाह है तो अगर एक लामिनार प्रवाह लेते हैं तो फिर घर्षण कारक f को दिया जाता है 64 बाय रेनॉल्ड्स संख्या एक साधारण समीकरण जहां रेनॉल्ड्स संख्या uxυ काईनेमैटिक्स विस्कोसिटी है इसलिए यहां u तरल पदार्थ का वेग है x u द्रव का वेग है x है पाइप का आंतरिक व्यास और वह d है υ काईनेमैटिक्स विस्कोसिटी है और पानी के लिए यह 055x10 6 m2sec है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और रेनॉल्ड्स संख्या का पता लगा सकते हैं इसे लामिनार प्रवाह समीकरण में बदल सकते हैं और घर्षण कारक प्राप्त कर सकते हैं अब अगर यह अशांत था प्रवाह अशांत था तो हम एक और अनुभवजन्य संबंध कोलेब्रुक वाइट सूत्र का उपयोग करेंगे कोलेब्रुक व वाइट के कोलेब्रुक वाइट फार्मूला प्रस्तावित करने के बाद यह काफी लोकप्रिय हो गया खासकर जब कंप्यूटर अस्तित्व में आया और कंप्यूटर का उपयोग समीकरणों के समाधान खोजने के लिए किया गया देखें कोलेब्रुक वाइट सूत्र कुछ इस तरह है मुझे पहले इसे लिखने दें देखिए यह एक ट्रान्सेंडैंटल समीकरण है आपके पास इसके लिए एक विश्लेषणात्मक समाधान नहीं हो सकता है 1√f f घर्षण कारक 2log10 εd37251R√f के बराबर है इसलिए आपके पास एक विश्लेषणात्मक समाधान नहीं होगा तो आपको एक इट्रैटीव माध्यम से f का मान प्राप्त करना होगा तो आपको उन्हें एक लूप में रखना होगा और फिर पुनरावृति से f का मान प्राप्त करना होगा मैं जल्द ही दिखाऊंगा कि कैसे करना है तो क्योंकि कंप्यूटर की जरूरत है इसलिए केवल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन अस्तित्व में आने के बाद यह सूत्र लोकप्रिय हो गया और फिर शुरू हो गया और इसे hf निर्धारित करने के लिए डार्सी वायकबार्र्क फॉर्मूला में इस्तेमाल किया जाने लगा इसलिए डार्सी वायकबार्र्क फॉर्मूला इसके लोकप्रिय होने के बाद काफी लोकप्रिय हो गया अब इस नए वैरिएबल को देखते हैं जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है जो कि ε है तो εd एक अनुपात है और जिसे खुरदरापन अनुपात कहा जाता है यह अस्तित्व में आया है क्योंकि यह घर्षण पाइप की आंतरिक दीवारों की चिकनाई पर निर्भर करता है जिसके माध्यम से पानी बह रहा है और ε वास्तव में पाइप की सतह की आंतरिक दीवारों पर धक्कों की ऊंचाई है जिसे आंतरिक व्यास द्वारा विभाजित किया गया है तो यह आपको खुरदरेपन का माप देता है और इसे खुरदरापन अनुपात कहा जाता है तो आपको यह महत्वपूर्ण सामग्री के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है ε mm में पीवीसी के लिए यह 0 है इसलिए आजकल कई अनुप्रयोगों में पीवीसी का उपयोग किया जाता है आंतरिक दीवार बिल्कुल चिकनी होती है इसे 0 माना जा सकता है एस्बेस्टस सीमेंट का कुछ समय का उपयोग किया और कुछ स्थानों पर अभी भी इसका उपयोग किया जाता है यह 0012 स्टील 01 चिकनी कंक्रीट इसलिए कंक्रीट का उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां बड़े प्रवाह होते हैं इसलिए यह लगभग 04 है तो आप ε के इन मूल्यों का उपयोग करेंगे और खुरदरापन अनुपात प्राप्त करने के लिए यहाँ स्थानापन्न कर सकते हैं और यहाँ रेनॉल्ड्स संख्या इस तरह से गणना करेंगे और आप रेनॉल्ड्स संख्या के इस मूल्य के लिए यहाँ स्थानापन्न करते हैं इस पूरे समीकरण में एकमात्र अज्ञात f होगा और आपको इसके लिए हल करना होगा आप f के इस मान को विश्लेषणात्मक रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे आपको इट्रैटीव माध्यम से ऐसा करना होगा तो शायद आप ऑक्टेव या MATLAB का उपयोग कर सकते हैं और f के इस मान का पता लगा सकते हैं कैसे पता करें कि प्रवाह लामिनार या अशांत है तो आप R के मूल्य की गणना करते हैं यदि रेनॉल्ड्स नंबर R का मान 2000 से कम है तो यह सुरक्षित रूप से लामिनार है यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 4000 से अधिक है तो यह स्पष्ट रूप से अशांत प्रवाह है बीच में 2000 और 4000 के बीच संक्रमण क्षेत्र है मान घर्षण कारक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है इसलिए जब भी यह संक्रमण क्षेत्र में होता है हम इन दो सूत्रों में से सबसे खराब स्थिति को ले सकते हैं तो 2000 से 4000 के दो रेनॉल्ड्स संख्या के बीच हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र फिर हम इस सूत्र द्वारा घर्षण कारक गणना करेंगे फिर इस सूत्र द्वारा घर्षण कारक गणना करेंगे और घर्षण कारक का अधिकतम मान या सबसे खराब स्थिति मान लेंगे ताकि तब आपने इसे सबसे खराब स्थिति में रखा होगा अगला महत्वपूर्ण काम जो हमें करने की आवश्यकता है वह यह है कि इस कोलब्रुक वाइट फार्मूला को कैसे हल किया जाए और दिए गए खुरदरापन अनुपात और रेनॉल्ड्स संख्या के के लिए f का मान ज्ञात करें संख्यात्मक समाधान इसके लिए लोकप्रिय हो गए उससे पहले वहाँ मूडी चार्ट के रूप में संदर्भित नोमोग्राफ्स थे मुझे आपको ये दिखाने दें जब आप इंटरनेट ब्राउज़र पर जाते हैं और गूगल में आप मूडी चार्ट टाइप करते हैं तो आपको इसके समान ग्राफ दिखाई देगा तो ये नोमोग्राफ हैं मूल रूप से ये कोलब्रुक वाइट सूत्र के चित्रमय रूप हैं तो आप इसे कैसे पढ़ते हैं आप देखते हैं कि यह वक्र का परिवार है इनमें से प्रत्येक वक्र जो आप देखते हैं वह अलग अलग खुरदरापन अनुपात के लिए है तो दिए गए खुरदरेपन के अनुपात के लिए यह घर्षण कारक है रेनॉल्ट नंबर के रूप में प्रोफ़ाइल को बदल दिया गया है तो यहाँ एक्स अक्ष रेनॉल्ट संख्या है और मैंने रेनॉल्ट्स नंबर को 1000 से 10 की घात 7 तक स्वीप किया है इसलिए जैसे आप रेनॉल्ट नंबर को स्वीप करते हैं आप देखते हैं कि 1000 तक यह लामिनार प्रवाह समीकरण का उपयोग कर रहा है एक बार 2000 को पार करने के बाद और कुछ जहां यहां लगभग 4000 अशांत प्रवाह मॉडल चित्र में आते हैं और यह वह जगह है जहां वास्तव में कोलब्रुक समीकरण का उपयोग किया जाता है इसके बीच वास्तव में अधिकतम 2 मॉडल हैं जो सबसे खराब स्थिति के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं अतः वह हमने यहाँ किया है और जो मूडी चार्ट से हमने ओक्टेव का उपयोग करके प्राप्त किया है इसलिए यदि आप मूडी चार्ट को देखते हैं जो वहां है जिसे आप साहित्य में प्राप्त करते हैं तो यह बहुत समान होगा निरीक्षण करें कि यह क्षेत्र लामिनार प्रवाह क्षेत्र है यहाँ यह रेखा रेनॉल्ड्स संख्या 2000 के बराबर है इसलिए यह लामिनारप्रवाह क्षेत्र है और यह क्षेत्र अशांत प्रवाह क्षेत्र है जहाँ हम उस अशांत प्रवाह मॉडल का उपयोग करते हैं और यहाँ वह संक्रमण है 200 से 400 के बीच का क्षेत्र 200 से 400 यह 2000 है रेनॉल्ड्स संख्या 2000 रेखा के बराबर है अब इनमें से प्रत्येक पंक्ति के लिए अलग अलग खुरदरापन अनुपात है तो εd 0001 0004 εd खुरदरापन अनुपात 0001 0004 002 004 के बराबर है तो किस तरह आपके पास ये नोमोग्राफ हैं तो आप Rudυ का उपयोग करके संख्या की गणना करते हैं जो कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी है फिर मान के आधार पर और खुरदरापन के आधार पर आप उस विशिष्ट वक्र का चयन कर सकते हैं और ऊर्ध्वाधर अवरोधन निकाल सकते हैं और आपको अपना घर्षण कारक मिलेगा तो इस तरह से लोग मूडी चार्ट का उपयोग करके काम करते थे फिक्शन कारकों को प्राप्त करते थे इसे डार्सी वायकबार्र्क सूत्र में स्थानापन्न करते थे और फिक्शन लॉस हेड प्राप्त करते थे लेकिन इस कम्प्यूटरीकरण और संख्यात्मक एल्गोरिथम के साहसिक कार्य शुरू होने के बाद यह बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं MATLAB प्रकार का वातावरण छात्रों और इंजीनियरों में बहुत लोकप्रिय हो गया हम आसानी से पुनरावृत्ति विधियों का उपयोग करके कोलब्रुक वाइट सूत्र को हल कर सकते हैं और यही मैं अब आपको ओक्टेव पर्यावरण का उपयोग करके दिखाने जा रहा हूं